अभिवादन और मॉड्यूल 1 यूनिट 20 में आपका स्वागत है जो प्रोग्राम आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स की प्राप्ति से संबंधित है पहले की इकाई में हमने समझा कि कोर्स आउटकम्स की प्राप्ति की गणना कैसे करें और CO के ओर क्वालिटी लूप को बंद करें और यह प्रोग्राम आउटकम्स और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम्स की प्राप्ति की गणना करने की ओर अग्रसर है और यह इकाई POs और PSOs की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करने और POs और PSOs के आसपास क्वालिटी लूप को बंद करने पर ध्यान केंद्रित करेगी एक बात याद रखने की जरूरत है क्योंकि हम कोर्स आउटकम्स से ऊपर कार्यक्रम के पाठ्यक्रम में जाते हैं जो कुछ भी हमने पाठ्यक्रम स्तर पर प्राप्त किया है हम इसे उस स्तर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम उस स्तर के स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं जिसकी हम POs और PSOs की प्राप्ति का निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं और PO और PSO को कई गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है इसका मतलब है कि POs और PSOs की प्राप्ति की गणना के लिए प्रोग्राम की 4 साल की अवधि में सभी गतिविधियों या अधिकांश गतिविधियों पर अधिक मात्रा में एकत्रीकरण की आवश्यकता होती है तो इस हद तक जिस तरह से आप समग्र रूप से अद्वितीय नहीं हैं और चीजों को करने का कोई सही तरीका नहीं है एक से अधिक को निर्दिष्ट करने या एकत्रीकरण प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के तहत थोड़ा सावधान रहना होगा तो आइए हम POs और PSOs को देखते हैं या कोर कोर्स के माध्यम से भी संबोधित किया जा सकता है जैसा कि आप आज देख सकते हैं मुख्य पाठ्यक्रम 170 क्रेडिट प्रोग्राम किसी भी अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में से लगभग 140 क्रेडिट का गठन करते हैं इसमें शामिल होंगे इस 140 क्रेडिट में प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट्स भी शामिल होंगे और इसलिए कोर पाठ्यक्रमों के अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन्स इंटर्नशिप सह पाठयक्रम और अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां हैं उनमें से सभी का उपयोग किया जा सकता है या उन्हें POs और PSOs की प्राप्ति का निर्धारण करने के लिए एकत्र किया जा सकता है लेकिन POs और PSOs की प्राप्ति के लिए किसी भी गतिविधि को शामिल करने के लिए यह आवश्यक है कि सभी छात्र पहचान की गई गतिविधि में भाग लें यदि वे नहीं हैं तो स्पष्ट रूप से आप यह नहीं कह सकते कि सभी छात्रों ने प्रोग्राम आउटकम्स प्राप्त कर लिए हैं उदाहरण के लिए ऐच्छिक वे सभी कार्यक्रमों में किसी न किसी दिशा में गहराई प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन POs और PSOs की गणना के लिए उन पर विचार नहीं किया जाता है क्योंकि सभी छात्रों द्वारा ऐच्छिक कदम नहीं उठाए जाते हैं सभी छात्रों द्वारा समान ऐच्छिक नहीं लिया जाएगा और एक अन्य विशेषता यह है कि इस एकत्रीकरण के लिए फिर से किसी भी गतिविधि को कम्प्यूटिंग प्राप्ति के लिए शामिल किया जाना चाहिए उस गतिविधि से संबंधित छात्रों का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से औसत दर्जे का होना चाहिए कभी कभी प्रदर्शन एक लिखित परीक्षा की तरह होता है जहाँ आप प्रदर्शन को महत्व दे सकते हैं या कभी कभी प्रेजेंटेशन्स या प्रोजेक्ट्स की तरह आपको रुब्रिक्स के एक सेट को परिभाषित करने की आवश्यकता होती है जो फिर से होने वाले हैं या अस्पष्ट रूप से मापा जा सकता है तो ये दो गुण हैं सभी छात्रों को POs और PSOs की प्राप्ति के लिए शामिल किए जाने वाली गतिविधियों में भाग लेना चाहिए और साथ ही रूब्रिक्स और मूल्यांकन प्रक्रियाओं को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए यहां हम इस लुक को कुछ सरल बना रहे हैं कोर्स मुख्य कोर्स प्रोजेक्ट्स प्रेजेंटेशन्स अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों या सह पाठयक्रम गतिविधियों के माध्यम से प्रोग्राम की POPSO प्राप्ति जो आप PO प्राप्ति की गणना करते हैं और फिर POPSO लक्ष्य निर्धारित करते हैं यदि आप POPSO लक्ष्य निर्धारित किए गए देखते हैं और दोनों के बीच अंतर प्राप्ति अंतर है और यह POPSO अंतराल को बंद करने या लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए एक योजना का नेतृत्व करना चाहिए हम यहां या इसके आस पास प्रतिक्रिया लूप को यहां नहीं दिखा रहे हैं वह निहित है तो यह POPSO के ओर लूप बंद करने का संबंध है उदाहरण के लिए POPSO कैसे प्राप्त किया जाता है यह विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होता है जिन्हें हमने पहले ही सूचीबद्ध किया है और जैसा कि हमने कहा कि POs और PSOs मुख्य रूप से मुख्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं क्योंकि वे एक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम में महत्वपूर्ण प्रतिशत गतिविधियों का गठन करते हैं और क्या होता है यदि आप किसी एक पाठ्यक्रम को देखते हैं और प्रत्येक पाठ्यक्रम उस कोर्स आउटकम को देखते हैं तो प्रत्येक कोर्स आउटकम पते केवल PO और PSO का सबसेट और विभिन्न स्तरों या जिसे हम ताकत कहते हैं उदाहरण के लिए मैं किसी विशेष PO को थोड़ा संबोधित कर सकता हूं या मैं PO को मामूली रूप से संबोधित कर सकता हूं क्योंकि यदि आप PO को पढ़ते हैं तो हर PO के कई महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं और जब आप किसी विशेष कोर्स आउटकम को देखते हैं तो क्या होता है सभी प्रमुख वाक्यांश उस विशेष परिणाम पर लागू नहीं हो सकते हैं तो क्या होता है इस पर निर्भर करता है कि कौन से प्रमुख वाक्यांश हैं जो इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या यह कितने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है हम एक ऐसी ताकत को जोड़ सकते हैं जिसके लिए कोर्स आउटकम किसी दिए गए PO या PSO पर मैप किया जाता है तो यहाँ हम सिर्फ तीन स्तरों की पहचान करते हैं 1 2 3 1 का मतलब थोड़ा 2 का मतलब मामूली 3 का मतलब काफी होता है इसके अतिरिक्त जब हम ये सब करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि कार्यक्रम द्वारा पर्याप्त PO को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया गया है उस स्थिति में विभाग को सभी मुख्य पाठ्यक्रमों को देखना होगा और पहचान किए गए पाठ्यक्रमों के एक सेट को तय करना होगा कि हम जिस तरह के POs और PSOs चाहते हैं उन्हें संबोधित करना चाहते हैं तो उस सीमा तक हम POs और PSOs को निर्धारित कर सकते हैं कि एक कोर्स को संबोधित करना चाहिए और COs को इस पहचान वाले POs और PSOs को पूरा करने के लिए लिखना होगा जब हम पहली बार OBE के तहत काम करते हैं तो ऐसा होने की संभावना नहीं है क्योंकि हम जहां से शुरू कर रहे हैं और यह बहुत कम है कि हम PO और PSO को परिभाषित करते हैं और CO लिखते हैं लेकिन यह आवश्यक हो सकता है जब आप अपने पाठ्यक्रमों को डिजाइन करने पर दूसरा पुनरावृत्ति करते हैं तो एक PO या एक PSO की प्राप्ति संबंधित CO के प्राप्ति स्तर और यह मैप करने की शक्ति पर निर्भर करती है दो वेरिएबल हैं एक तो यह है कि CO को किस हद तक प्राप्त किया जाता है और दूसरा वह ताकत है जिसके लिए CO PO पर मैप करता है ये दो वेरिएबल हैं जो आप कह सकते हैं तो पहली बात यह है कि जिस स्तर पर किसी विशेष PO या PSO को संबोधित किया जाता है उसके स्तर या मानचित्रण की ताकत का निर्धारण करना आवश्यक है जैसा कि हमने कहा कि मानचित्रण शक्ति को 3 स्तरों पर परिभाषित किया गया है निम्न मध्यम मजबूत या 1 2 3 जैसा और यह वह जगह है जहां POPSO की ताकत निर्धारित करने के लिए किसी भी संख्या में विधियां मौजूद हैं यदि आप कोई विधि प्रदान नहीं करते हैं तो यह बहुत कभी कभी या तो सहज या कभी कभी मनमानी भी कहती है कि मैं केवल यह कहता हूं कि मैं PO को 3 या 2 की ताकत के समान संबोधित करता हूं इसलिए हमें जरूरत है और क्या होता है जब यह एक कार्यक्रम में विशेष रूप से कुछ सौ से अधिक पाठ्यक्रमों में किया जाता है एक संस्था में यह गतिविधियां पर्याप्त रूप से तुलनीय नहीं बन जाती हैं और वास्तव में वे उद्देश्य की सेवा नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए एक संस्था में सभी कार्यक्रमों के लिए एक विधि का पालन किया जाना चाहिए और एक बार फिर हम एक विधि देते हैं जो कई संकायों के साथ परीक्षण करने के बाद जो सभी भाग लेने वाले संकाय के लिए उचित पाया गया लेकिन आप हमेशा दूसरों के साथ चर्चा करने के बाद फिर से परिभाषित कर सकते हैं कि आप अपने तरीके से एक विशेष CO की ताकत को PO के लिए मैप करना पसंद करेंगे आइए हम एक विधि को देखें एक सरल विधि CO के लिए समर्पित घंटे की संख्या के साथ PO के स्तर से संबंधित है जो दिए गए PO को संबोधित करते हैं यही कारण है कि जब आप CO लिखते हैं तो आप जिन सत्रों को लेने जा रहे हैं उनमें से एक को आप लिखने का अनुरोध करते हैं एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि ये प्रक्रियाएँ सटीक नहीं हैं आप उन्हें एक संक्षिप्त सूत्र में नहीं बदल सकते सब कुछ अनुमानित करना होगा लेकिन एक बार जब आप वर्षों में और सभी विभागों में एक प्रक्रिया का पालन करते हैं तो PO प्राप्ति की गणना करने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा जिसे हम बाद में खोज लेंगे उदाहरण के लिए हमने कहा कि यदि किसी विशेष PO को संबोधित करते हुए 40 से अधिक कक्षा सत्र ट्यूटोरियल या लैब घंटे हैं तो हम मानते हैं कि PO स्तर 3 पर संबोधित किया जाता है उदाहरण के लिए 40 फिर से एक आपसी सहमति की तरह है लेकिन आप इसे बना सकते हैं 50 आप इसे 60 भी बना सकते हैं और यदि कक्षा सत्र के 25 से 40 किसी विशेष PO को संबोधित करते हैं तो माना जाता है कि PO को 2 के स्तर पर संबोधित किया जाता है फिर कक्षा सत्रों के 5 से 25 किसी विशेष PO को संबोधित करते हैं तो हम मानते हैं कि PO स्तर 1 पर संबोधित है कक्षा सत्रों के 5 से कम हम कहते हैं कि आप 1 भी नहीं कह सकते हैं इसलिए हम मानते हैं कि PO को संबोधित नहीं माना जाता है तो यह विशेष रूप से जिसे आप मैपिंग स्ट्रेंथ की परिभाषा कहते हैं POPSO प्राप्ति के लिए अभिकलन में प्रस्तावित सभी संगणनाओं का आधार बन जाता है एक बार फिर क्योंकि 1 2 3 जैसे कई हैं जो हम मैप कर रहे हैं इसलिए हमें अंततः कुछ सामान्य करने की आवश्यकता है इसलिए यहां POPSO प्राप्ति 1 के लिए सामान्यीकृत हैं उन्हें किसी अन्य संख्या में भी सामान्य किया जा सकता है यह 10 हो सकता है यह 3 5 कुछ भी हो सकता है जो आप कर सकते हैं लेकिन PO और PSO प्राप्ति 1 के लिए सामान्यीकृत है कि हर कोई आसानी से संबंधित कर सकते हैं अगर ऐसा है कि PO को 3 के स्तर पर संबोधित किया जाना है जिसका अर्थ है कि मैपिंग स्ट्रेंथ 3 है और उपलब्धि आमतौर पर हम क्लास एवरेज मार्क्स का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि उस PO से जुड़े CO की प्राप्ति 100 है तो PO की प्राप्ति 1 है यह हमारी सामान्य प्रक्रिया है किसी भी वर्ग में कुछ भी स्पष्ट रूप से यह 1 से कम होगा लेकिन यह आपके छात्रों की गुणवत्ता जिस तरह से आप कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं उसके आधार पर 1 के करीब हो सकते हैं तो 2 तत्व हैं एक क्लास एवरेज मार्क्स है जो CO और मैपिंग स्ट्रेंथ से जुड़ा है वे PO अटेन्मेन्ट का निर्धारण करेंगे और यहां किसी भी सह पाठयक्रम और अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां का प्रदर्शन अगर उनका मूल्यांकन कुछ घोषित रुब्रिक्स के अनुसार किया जाता है तो छात्रों को पहले से घोषित किए गए रुब्रिक्स को भी एक पाठ्यक्रम के रूप में माना जा सकता है उदाहरण के लिए कोई भी किसी सेमेस्टर पर 1 क्रेडिट के पाठ्यक्रम के रूप में किसी भी गतिविधि पर विचार कर सकता है अगर 30 घंटे की गतिविधि जैसी कुछ चीजें शामिल हैं या छात्र एक सेमेस्टर में 30 घंटे की गतिविधि में शामिल हैं तो मैं 1 क्रेडिट कोर्स के बराबर विचार कर सकता हूं लेकिन अब हम पाठ्यक्रम के साथ सह पाठयक्रम और अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां की तुलना करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम क्या करते हैं हम सभी कोर्सेस मुख्य कोर्स प्रोजेक्ट्स अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियां प्रेजेंटेशन्स को सूचीबद्ध करते हैं जो कुछ भी हम सूचीबद्ध करते हैं वह प्रस्तुत करते हैं और प्रत्येक गतिविधि से जुड़े PO की प्राप्ति की गणना करते हैं और फिर औसत लेते हैं लेकिन जब हम औसत गणना करते हैं तो हम कुल संख्या लेते हैं कोर्स प्रोजेक्ट्स और गतिविधियों तो क्या हो सकता है एक विशेष PO जिसे कई गतिविधियों द्वारा संबोधित नहीं किया जाता है और जब मैं इसे कुल संख्या से विभाजित करता हूं तो जाहिर है कि प्राप्ति बहुत छोटी हो जाती है जो विभाग को एक असहज भावना दे सकती है ताकि चिंतित न हों यह चिंता का कारण नहीं है हम उसे समझाएंगे यह कोई मायने नहीं रखता है लेकिन यह 1 वर्ष से दूसरे वर्ष के सापेक्ष मूल्य है जो कि NBA अक्क्रेडिटशन प्रक्रिया से संबंधित है अब इन सभी की गणना करने के लिए हम एक नमूना कोर्स एनालॉग सर्किट और सिस्टम लेते हैं क्रेडिट प्रति सप्ताह 3 कक्षा घंटे और 1 प्रयोगशाला सत्र हैं और 6 CO हैं और इस तरह से हमने लिखा है PO और PSO को यहां संबोधित किया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पास PO1 है और आपके पास PO10 PO3 PO4 और इतने पर और PSO1 है आम तौर पर एक कोर्स सबसे अधिक बार एक कोर्स से जुड़ा होता है यदि आप इसे लेते हैं तो यह एक PSO 1 के साथ जुड़ा होगा यदि आप अपने PSO लिखते हैं तो उम्मीद है कि हम सही तरीके से विचार करें ठीक है और कक्षा सत्र और प्रयोगशाला सत्रों की संख्या यहां है और फिर कॉग्निटिव स्तर और ज्ञान श्रेणियां यहां प्रस्तुत की गई हैं और अब अगर आप उसी चीज को देखते हैं जिसे यहां दिखाया जा सकता है CO1 PO1 PO10 और PSO1 के साथ जुड़ा हुआ है और CO प्राप्ति जो कि विशेष CO 623 है या आप इसे 0623 कह सकते हैं ठीक है अगर यह प्रतिशत नहीं है इस तरह से प्रत्येक CO के संबंध में हम संबंधित POs और CO की प्राप्ति के साथ जुड़े अब हम क्या करते हैं अब हम सभी घंटे की संख्याओं को गिनते हैं कक्षा की बातचीत के 40 घंटे और प्रयोगशाला के 28 घंटे हैं 68 में से 11 यानी 16 सत्र PO1 के लिए समर्पित हैं और हमारी सुझाई गई चीज़ के अनुसार मैपिंग स्ट्रेंथ 1 हो गई है ठीक है यह 25 से कम है लेकिन यह 5 से अधिक है इसलिए यह 1 हो जाता है और PO 2 के संबंध में 68 में से 13 यानी 19 है इसलिए मैपिंग स्ट्रेंथ भी PO 2 के लिए 1 है PO3 के लिए 68 में से 47 जो कि 69 मैपिंग स्ट्रेंथ के माध्यम से 3 है और PO4 के लिए मैपिंग स्ट्रेंथ 3 है और PO5 के लिए भी यह स्ट्रेंथ 3 है और PO10 जो संचार से संबंधित है और यह 23 है जो है अभी भी 25 से कम है मैपिंग स्ट्रेंथ 1 है और जबकि PSO1 सभी CO के साथ उस सीमा तक जुड़ा हुआ है यह मैपिंग स्ट्रेंथ भी 3 है इस तरह कब्जा कर लिया जाता है आप सभी POs और PSOs को सूचीबद्ध करते हैं इसमें 2 PSOs हैं और इस कोर्स के लिए मैपिंग स्ट्रेंथ आप 1 1 3 0 और इतने पर सूचीबद्ध करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ PO इस पाठ्यक्रम से संबोधित नहीं हैं इसमें कुछ भी गलत नहीं है लेकिन हम सभी पाठ्यक्रमों के लिए इस तरह से कब्जा करते हैं तो यह कोर्स POPSO मैपिंग है अब हम POPSO अटेन्मेन्ट की गणना कैसे करते हैं POPSO अटेन्मेन्ट आप प्रासंगिक CO की प्राप्ति का औसत लेते हैं उदाहरण के लिए 3 CO हैं जो हमें PO3 कहते हैं तो हम उन 3 COs की प्राप्ति को देखते हैं और औसत लेते हैं और इसे स्केल कारक से गुणा करते हैं स्केल फैक्टर क्या है उस विशेष PO की वास्तविक मैपिंग स्ट्रेंथ और अधिकतम संभव मैपिंग स्ट्रेंथ जो हमारे मामले में हमेशा 3 होती है तो 3 से विभाजित वास्तविक मानचित्रण स्ट्रेंथ स्केल फैक्टर है और यह है कि आप PO की प्राप्ति की गणना कैसे करते हैं अब इस पाठ्यक्रम में PO1 की प्राप्ति औसतन 13 है जिसमें 2 CO जुड़े हुए हैं तो 0623 0669 का औसत और जो आपको 0215 देता है ठीक है यही कारण है कि हम PO1 की प्राप्ति की गणना करते हैं आप सभी के लिए एक ही गणना करते हैं और यह है कि हम अपना अंतिम कॉलम PO की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि यदि आप PO3 और PO4 को देखते हैं जहां प्रयोगशाला सत्र वास्तव में शामिल हैं तो क्या होता है मैपिंग स्ट्रेंथ 3 होने के बावजूद एवरेज क्लास मार्क्स लगभग समान होते हैं लेकिन PO कि विशेष PO प्राप्ति इसकी मैपिंग स्ट्रेंथ के कारण काफी अधिक हो जाती है जबकि अन्य में मैपिंग स्ट्रेंथ बहुत कम है यही वजह है कि इसमें भी कमी आएगी अब हम इसे इस तरह एक साथ उत्पादन करते हैं प्रत्येक कोर्स को मैपिंग स्ट्रेंथ के साथ साथ POs और PSOs की वास्तविक प्राप्ति की विशेषता है आप अधिकतम 2 दशमलव स्थानों को दिखा सकते हैं जो वास्तव में पर्याप्त से अधिक है अब हम क्या करें हम गठबंधन करते हैं हम हर उस चीज के लिए करते हैं जिसे आप कोर गतिविधि कहते हैं और इसे कोर्स या प्रोजेक्ट कहते हैं हम उन्हें इसी मूल्य के साथ लेबल करते हैं और फिर इस रूप में प्राप्तियों को रिकॉर्ड करें इसलिए जब आपके पास ऐसा होता है तो आपके पास सभी कोर गतिविधि का प्रतिनिधित्व करने वाली 30 से 35 पंक्तियों जैसा कुछ हो सकता है तो आपको प्रत्येक कॉलम के लिए सभी पंक्तियों के पार औसत लेना होगा तब वास्तव में इस मैट्रिक्स को देखकर हम यह भी जान पाएंगे कि हम आम तौर पर कार्यक्रम के संचालन का हमारा वर्तमान तरीका है अगर यह POs के संबंध में कुछ संतोषजनक नहीं है जो एक संकेत बन जाता है कि हमें उसके बारे में कुछ करने की आवश्यकता है अब हम सभी प्रासंगिक सर्वेक्षणों के आधार पर अप्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट भी करते हैं या निर्धारित करते हैं जो हमने दिखाया है वह प्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट है और अब हम प्रासंगिक सर्वेक्षणों के माध्यम से अप्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट का निर्धारण करने के लिए NBA अक्क्रेडिटशन प्रक्रिया के तहत भी आवश्यक हैं इन सर्वेक्षणों में ग्रेजुएट एग्जिट सर्वे एलुमनाई सर्वे एम्प्लॉयर सर्वे आदि शामिल होंगे उनमें से कुछ मुश्किल हो सकते हैं लेकिन हमें एम्प्लॉयर और एलुमनाई से कुछ डेटा प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करना होगा और हम उन्हें कुछ वज़न का उपयोग करके जोड़ते हैं आमतौर पर 80 और 20 सर्वेक्षणों के लिए 20 और प्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट के लिए 80 और एक बार जब हम दोनों को जोड़ लेते हैं तो हमें वास्तविक अटेन्मेन्ट हो जाती है अब हम एक बहुत ही जटिल तालिका देने के बजाय एक नमूने को देखते हैं हमें PO10 लेते हैं प्रत्यक्ष प्रासंगिकता सभी प्रासंगिक शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर हमने देखा कि यह 025 है सभी प्रासंगिक सर्वेक्षणों के आधार पर अप्रत्यक्ष अटेन्मेन्ट शायद आपने 3 4 सर्वेक्षण किए हैं और यह 0355 पर आधारित है उन्हें 80 20 से जोड़कर हमें 0271 मिलता है यही हमारी वास्तविक अटेन्मेन्ट है आप सभी PO और PSO के लिए इसे दोहराते हैं प्रत्येक PO PSO के लिए गुणवत्ता लूप बंद करें यदि अटेन्मेन्ट टारगेट से कम है तो सुधार कार्यों की योजना बनाएं आपको कुछ गतिविधियों की योजना बनानी होगी जो बेहतर होंगी या फिर टारगेट को संशोधित करें यदि यह टारगेट से अधिक हो गया है अब जब आप अटेन्मेन्ट टारगेट निर्धारित करते हैं तो उन्हें विचार के साथ किया जाना चाहिए किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए अगर हम यह कहें कि मैं एक विशेष PO के लिए अपना टारगेट निर्धारित करता हूं उदाहरण के लिए PO6 तो मैं कह सकता हूं कि मैं केवल अपने वर्तमान प्रोग्राम के साथ 005 जैसे कुछ प्राप्त कर सकता हूं यह एक छोटी संख्या की तरह दिखता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसे यथार्थवादी बनाओ अन्यथा इसे बनाने की कोशिश करते हुए हमें 06 07 कहना बहुत अवास्तविक होगा उदाहरण के लिए PO1 को अधिकांश पाठ्यक्रमों द्वारा संबोधित किया जाता है PO2 के रूप में वे अब की पेशकश कर रहे हैं के रूप में पाठ्यक्रम अब की पेशकश कर रहे हैं शायद ही किसी भी पाठ्यक्रम द्वारा संबोधित किया जाता है PO6 और PO8 को अधिकांश प्रोग्राम्स द्वारा सीधे संबोधित नहीं किया जाता है यदि PO का टारगेट 01 से कम है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है और PSOs में आकर यदि आप अपने PSOs लिखते हैं तो हमें 2 से 4 की तरह कुछ भी कहने दें कोई भी कोर्स केवल 1 PSO के तहत आएगा आम तौर पर यदि आप उन धाराओं के आधार पर लिखते हैं जो प्रत्येक प्रोग्राम में होती हैं हालांकि कोई भी उन लोगों को मिला सकता है लेकिन बड़े और सभी PSOs द्वारा एक तिहाई पाठ्यक्रमों को संबोधित किया जा सकता है इससे अधिक नहीं उस हद तक PO के लिए 03 से 05 एक यथार्थवादी टारगेट हो सकता है लेकिन क्योंकि हम अंत में PO अटेन्मेंट्स या PSO अटेन्मेंट्स कर रहे हैं इसलिए कुल पाठ्यक्रमों की संख्या 03 से 05 तक काफी वास्तविक टारगेट है और एक बात फिर से याद रखनी चाहिए कि निरपेक्ष टारगेट निरंतर सुधार से कम चिंता का विषय हैं उदाहरण के लिए मेरे पास वर्तमान वर्ष हो सकता है मैंने 005 प्राप्त किया है और अगले वर्ष मैंने इसे 006 तक सुधार लिया है वह निरंतर सुधार है चाहे वह 05 हो या 005 सख्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता जो महत्वपूर्ण है वह है निरंतर सुधार तो कृपया इन पूर्ण मूल्यों को बड़ा करने या बनाने पर ध्यान केंद्रित न करें किसी तरह यह पूरी बात बनाता है जिसे आप अवास्तविक कहते हैं आइए एक उदाहरण देखें PO10 पर विचार करें जो कोर्स नमूना कोर्स द्वारा संबोधित किया गया है संयुक्त प्राप्ति 025 है टारगेट 035 है प्राप्ति अंतर 01 है और अगले वर्ष इस अंतर को बंद करने के लिए अगली बार जब हम इस पाठ्यक्रम की पेशकश करते हैं तो हम प्रस्तावित योजना के लिए जा रहे हैं हमारे पास तीसरे सेमेस्टर में एक अतिरिक्त संचार प्रयोगशाला थी जिसमें मूल्य वर्धित मूल पाठ्यक्रम था या तीसरे सेमेस्टर से शुरू होने वाला एक सेमिनार था चौथे सेमेस्टर में संचार कौशल पर 5 दिवसीय वर्कशॉप को जोड़ें इस प्रकार विशिष्ट कार्य योजनाएँ जो आपके पास शिक्षक से शिक्षक तक कार्यक्रम से कार्यक्रम तक भिन्न होंगे फिर से हम दोहरा रहे हैं एक PO या PSO को संबोधित करने की शक्ति निर्धारित करना और प्राप्ति की गणना करना सबसे अच्छा है यह कभी नहीं होता है यह कभी भी सटीक मूल्य नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए मैं हमेशा परिभाषित कर सकता हूं कि आप PO अटेन्मेन्ट की गणना के अधिक जटिल तरीके को हमेशा परिभाषित कर सकते हैं जो निश्चित रूप से उचित हो सकता है लेकिन केवल एक चीज यह है कि जब आप इसे अधिक सटीक बनाते हैं तो अधिक जटिल आपको यह देखना चाहिए कि क्या यह एक संस्थान में कुछ सौ पाठ्यक्रमों में कंप्यूटिंग में शामिल प्रयास है क्या यह इसके लायक है या नहीं तो क्या पालन करना महत्वपूर्ण है एक संस्थान में एक विधि का पालन करना महत्वपूर्ण है और अटेन्मेन्ट में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करना ठीक है असाइनमेंट के लिए यथार्थवादी PO अटेन्मेन्ट टारगेट निर्धारित करें जिस कार्यक्रम के लिए आप काम कर रहे हैं उसके लिए PO अटेन्मेन्ट और योजना में सुधार की गणना करें यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग शिक्षक हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम को इस प्रकार देखते हैं और जहां तक असाइनमेंट का संबंध है काल्पनिक लेकिन यथार्थवादी संख्याओं का उपयोग करें यदि आपके पास वास्तविक डेटा तक पहुंच नहीं है लेकिन शुरू में आपके पास वास्तविक डेटा तक पहुंच नहीं हो सकती है लेकिन जैसा कि आप साथ चलते हैं वास्तविक डेटा तक आपकी पहुंच होगी यह मॉड्यूल 1 का अंत है मॉड्यूल 2 NBA द्वारा प्रदान किए गए ढांचे में एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिज़ाइन की 20 इकाइयों के माध्यम से प्रस्तुत करता है इसलिए यदि आप एक पाठ्यक्रम डिजाइन और पेश करना चाहते हैं तो आप इसे NBA द्वारा दिए गए ढांचे के भीतर प्रभावी ढंग से कैसे करते हैं यही हमारा टारगेट होगा यह मॉड्यूल 2 का उद्देश्य है जो इस से पूरी तरह से स्वतंत्र मॉड्यूल होगा ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं फिर से आपका स्वागत करता हूं मॉड्यूल 2 में धन्यवाद